पिछले व्याख्यान में हमने जो देखा वह क्वांटम परिकल्पना है यानी एक दोलक 0hν 2hν और इसी तरह ऊर्जा ले सकता है कृष्णिका वर्णक्रमीय घनत्व की व्याख्या करता है तो यह केवल दोलक है तो हमने जो मान लिया था कि एक गुहा है और ये दोलक केवल क्वांटीकृत मान लेते हैं लेकिन साथ ही यदि विकिरण को सतत माने तो यह एक असंगत प्रतीत होती है और यहीं पर आइंस्टीन आए और उन्होंने कहा कि विकिरण को भी ऊर्जा hν के इन सतत युक्त कणों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्होंने यह दिखाया मैं इसे आपके लिए करना चाहता हूँ क्योंकि यह वैज्ञानिक अनुसंधान का एक खूबसूरत हिस्सा है तो क्यों आइंस्टीन का कहना है कि एक ऐसे निकाय के लिए जहां विकिरण के लिए वीन का सूत्र मान्य है और वह फिर से शुरू होता है जहां T बड़ा होता है जब यह मान्य होता है तो विकिरण कणों के संग्रह की तरह प्रत्येक की ऊर्जा hν के साथ व्यवहार करता है और यह फोटॉन की अवधारणा देता है और हम देखना चाहते हैं कि उन्होंने यह कैसे किया हम उष्मागतिकी का थोड़ा सा उपयोग करते हैं ठीक है तो उष्मागतिकी कहती है कि 1T∂S∂UV अब आइंस्टीन ने क्या सोचा कि S भी एक वर्णक्रम sdν से बना है यह एंट्रॉपी का वर्णक्रमीय वितरण है जैसे कि U udν द्वारा दिया गया है और बिना किसी सबूत के मैं अब यह दावा करने जा रहा हूँ कि 1T∂s∂uV है तो यहां तक कि आंशिक एन्ट्रापी का जो भी वर्णक्रमीय घनत्व है वह आंतरिक ऊर्जा में से एक है आंशिक व्युत्पन्न आपको 1T देता है तो हमारे पास 1T∂s∂u है अब वीन के सूत्र से हमारे पास u जो किसी 3e βνkT के बराबर है तो u3e βνkT दोनों पक्षों का लघुगणक लें और आपको ln⁡ βνkT या 1 T kβνln u3 मिलता है और इसलिए मेरे पास 1T है जो kβνln u3 ∂s∂u है हम इसे समाकलित करते हैं और हमें s मिलता है छोटा s kβνlnu lnα3du जो kβνulnu u ulnα3 है मुझे इसे सरल बनाने दें तो मुझे देखने दें हमें क्या मिला हमें s kβνulnu u ulnα3 मिला है जिसे मैं kuβνln⁡ 1 के रूप में लिख सकता हूँ मैं ln u3 1 बाहर ले सकता हूँ यह s है यह एन्ट्रापी घनत्व है तो अब मैं इस गुहा में d के एक छोटे से अंतराल पर विचार करता हूँ तो संपूर्ण गुहा की एन्ट्रापी आयतन गुणा sd होने जा रही है जिसे मैं kudνVβνln⁡ 1 के रूप में लिख सकता हूँ अब ध्यान दें कि udνV u और dν के बीच निहित ऊर्जा है तो S kEβνln⁡EαV3dν 1 के बराबर है यह विकिरण की एन्ट्रॉपी है तो मैं आवृत्ति ν और νdν के बीच विकिरण की इस एन्ट्रापी को आयतन V में लिख सकता हूँ अब निकाय की ऊर्जा को अपरिवर्तित रखते हुए E को अपरिवर्तित रखते हुए आयतन को V1 से V2 तक बदलने पर विचार करें तब आप प्राप्त करने वाले हैं तो S1 kEβνln⁡EV13dν 1 होने जा रहा है S2 kEβνln EV23dν 1 होने जा रहा है जो kEβνEV23dν ln⁡EV13dν होने जा रहा है तो यह S2 S1kEβνln⁡V2V1 देता है तो यह विकिरण की एन्ट्रापी में परिवर्तन है जब E को स्थिर रखा जाता है और आयतन V1 से V2 में बदल दिया जाता है और यह भी इस शर्त के तहत होता है कि T बड़ा है तो T छोटा है अब आइए इसकी तुलना एक आदर्श गैस के एंट्रोपी परिवर्तन से करें यदि मैं एक आदर्श गैस भरता हूँ जो एक कंटेनर का आधा भाग या एक भाग है जो कि V1 के आसपास के वातावरण से विलगित है और यह पूरा आयतन V2 है और इस दीवार को पंचर करें जब मैं इस दीवार को पंचर करता हूँ तो क्या होता है कि यह पूरा कंटेनर भर जाता है और एन्ट्रापी में बदलाव होता है और एन्ट्रापी में इस बदलाव की गणना हम बहुत आसानी से कर सकते हैं हम क्या करतें हैं कि इस गैस को समान ताप पर रखते हुए आयतन V1 पर वापस धकेलते हैं यदि ताप को समान रखा जाता है यदि T को अपरिवर्तित रखा जाता है तो गैस की आंतरिक ऊर्जा भी अपरिवर्तित रहती है और मैं इसे आपके लिए यह दिखाने के लिए एक अभ्यास के रूप में छोड़ता हूँ इस केस में यदि हम एन्ट्रापी परिवर्तन की गणना करते हैं तो आपको S2 S1 n R log⁡V2V1 मिलता है जहां n मोल्स की संख्या है और R गैस स्थिरांक है तो हमने जो सीखा है वह यह है कि विकिरण के केस में एन्ट्रापी में परिवर्तन S2 S1 kEβνln V2V1 जिसे मैं k के रूप में लिख सकता हूँ जो और कुछ नहीं बल्कि Rn है n एवोगैड्रो संख्या है Ehνln V2V1 और गैसों में S2 S1nRln V2V1 तो इसका अर्थ है हम विकिरण पर विचार कर सकते हैं जिसके मोल की संख्या 1NEhν के बराबर है सही मोल की संख्या इसके बराबर है और एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर रही है तो इसका अर्थ यह भी है कि तब तुरंत Ehν विकिरण गैस कणों की संख्या के बराबर है ताकि 1N N अवोगाद्रो संख्या है Ehν मोलों की संख्या हो जाता है तो जब इसे आयतन में बिना परिवर्तन के ऊर्जा में परिवर्तन करने की अनुमति दी जाती है विकिरण के एन्ट्रापी परिवर्तन के बीच यह सादृश्य है और आदर्श गैस आपको एक विचार देती है कि इसे अणुओं के संग्रह के रूप में माना जा सकता है लेकिन यह सिर्फ एक सैद्धांतिक रूप से दिख रहा है वैधता जांच करने के लिए प्रयोगों की जरूरत है तो उसके लिए आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से इसकी जाँच करने का प्रस्ताव रखा तो मैं आपको फिर से बता दूं कि S2 S1kEβνln V2V1 और यदि हम प्रत्येक विकिरण अणु की ऊर्जा को hν मान लें तब kEhν n R हो जाता है आदर्श गैस की तरह और इसी ने आइंस्टीन को यह विचार दिया कि मैं इसे ऐसे कणों के संग्रह के रूप में सोच सकता हूँ जिनमें प्रत्येक की ऊर्जा hν और n h हो जाता है nR बन जाता है और फिर प्रकाश विद्युत् प्रभाव के माध्यम से इसकी जाँच की और सब कुछ सही निकला है मैं यहाँ प्रकाश विद्युत् प्रभाव नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि आपने अपनी 12 वीं कक्षा में कई बार इसका अध्ययन किया है और इसी तरह तो यह वही है जिसने विकिरण का विचार दिया hν की इस कण प्रकृति का भी होना बताया और प्रायोगिक साक्ष्य प्रकाश विद्युत् प्रभाव था उन्होंने इसे कुछ अन्य प्रभावों पर भी लागू किया बुलाएं आप जानते हैं कि जब विकिरण बाहर जाता है विकिरण एक परमाणु से टकराता है और बाहर चला जाता है इसकी आवृत्ति इस तरह बदल जाती है कि तरंगदैर्ध्य बढ़ जाता है इसकी आवृत्ति कम हो जाती है तो यह परमाणु के माध्यम से अपनी ऊर्जा का हिस्सा दे देता है हम आगे क्या करेंगे आइंस्टीन के विचारों को फिर से लागू करेंगे ठोस पदार्थों के निम्न तापमान पर व्यवहार का अध्ययन करने के लिए आइंस्टीन का विचार एक दोलक के क्वांटीकरण के विचारों को देखने के लिए जिन्हे यांत्रिक दोलकों पर भी लागू किया जा सकता है